आप सभी को नमस्ते हम 3 मॉड्यूल के साथ शुरू कर रहे हैं पहले दो मॉड्यूल में हमनें वित्तीय वक्तव्यों कैसे दर्ज की गईं तो इस तरह हमने पाँच महत्वपूर्ण प्रविष्टियों पर संक्षेप में चर्चा की थी मॉड्यूल 2 में हमने बैलेंस शीट और पी और एल के बारे में विस्तार से चर्चा शुरू की थी हमने यह भी चर्चा की है कि पी और एल क्या है और पी और एल का प्रारूप क्या है मैं आपको दूसरे सत्र से यह याद दिला रहा हूं कि आपको अपनी कंपनी की पहचान करने की जरूरत है एक सूचीबद्ध कंपनी के वित्तीय विवरण डाउनलोड करें और बैलेंस शीट पी और एल और सभी बयानों का अध्ययन करें जैसजैंसें कि हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है यह भी पढ़ें कि आप वित्तीय मिलती है या हम क्या सिखा रहे हैं या अगर आपको लगता है कि चर्चा के लिए कुछ और है तो कृपया इसे हमारे चर्चा मंच पर रखें और आपको उत्तर मिलेंगे आप कक्षा के अन्य सदस्यों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं तो आज हम मॉड्यूल 3 के साथ शुरू करने जा रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह मूल्यह्रास आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं यह भी बैलेंस शीट में विशेष रूप से अचल संपत्तियों के संदर्भ में दिखाई देता है अब मॉड्यूल 3 में हम दो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं एक मूल्यह्रास है और दूसरा इन्वेंट्री का मूल्यांकन है क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं पी और एल और बैलेंस शीट में इसलिए अभी हमें मूल्यह्रासक्या है पर चर्चा की है अब इस मॉड्यूल को शुरू करते हुए हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी करने जा रहे हैं जिसको के रूप में जाना जाता है और फिर हम इसके साथ जारी रहेंगे मूल्यह्रास से आपका क्या मतलब है क्या आप जानते है जैसा कि नाम से पता चलता है यह तब तक लाभ नहीं दिखाने के बारे में है जब तक अत्यंत पुष्टि नहीं की गई है लेकिन जब भी नुकसान कि थोड़ी सी भी संभावना होती है तो नुकसान को दिखाते हैं इसे विशिष्ट शब्दों में कहें तो यह कहा गया है कि लेखाकार को किसी भी तरह का अनुमान नहीं लगाना चाहिए आय के बारे मे लेकिन सभी संभावित नुकसान को प्रदान करेगा तो इस अवधारणा के अनुसार यह अवास्तविक लाभ की गणना करने के लिए विवेकपूर्ण नहीं है लेकिन सभी संभावित नुकसान गार्ड करने के लिए वांछित है इसलिए जब संपत्ति के वैकल्पिक मूल्य उपलब्ध होते हैं तो लेखाकारों को एक को चुनने की आवश्यकता होती है जिससे मूल्य कम होता है इसलिए ऐसी संभावना है कि किसी विशेष संपत्ति में दो वैलुस हो सकती हैं एक विधि के अनुसार मान 50000 है दूसरी विधि के अनुसार यह 45000 है अब रूढ़िवाद की अवधारणा के अनुसार सुरक्षित होने के लिए हम कहेंगे कि हमें मूल्य 45000 पर संपत्ति दें क्योंकि अत्यधिक मूल्य दिखाने के बजाय यह सुरक्षित होना बेहतर है पक्ष या रूढ़िवादी पक्ष पर क्योंकि हम बैलेंस शीट में अधिक मूल्य नहीं चाहते हैं अगर हम कम पक्ष पर है तो ठीक है अब रूढ़िवाद के लिए तीन महत्वपूर्ण गुणात्मक विशेषताएं हैं पहले विवेक है तो नुकसान के बारे में निर्णय जो कि साथ ही साथ संरक्षित किया जाना है औऱ लाभ जो अनिश्चित हैं इसलिए भले ही नुकसान की थोड़ी सी भी संभावना हो हमको खाते में एकाउंट करना हैं यदि आपको याद हों तो हमने बैलेंस शीट पर चर्चा करते समय प्रावधानों पर चर्चा की है इसलिए जब भी किसी नुकसान की संभावना होती है औऱ कोई निश्चितता नहीं होती है कि नुकसान होगा लेकिन वहाँ एक मौका है कि एक नुकसान होगातो हम क्या करते हैं कि हम संभावित नुकसान का अनुमान लगाते हैं और प्रावधान बनाते हैं और इसको एक दायित्व के रूप में बैलेंस शीट में दिखाएं लेकिन जब वहाँ कुछ लाभ हो सकता है तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं तो यह पहली गुणात्मक विशेषता है जिसे विवेक के रूप में जाना जाता है दूसरा एक तटस्थता है संभावित नुकसान और सभी अनिश्चित लाभ की पहचान और रिकॉर्ड करने के लिए निष्पक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है अब जब आप प्रबंध निदेशक कुर्सी पर बैठे हैं या असेंबली जो प्रबंधक है वहाँ संभावना है कि आप बेहतर परिणाम दिखाने चाहेंगे तो आप अधिक लाभ दिखाना चाहेंगे लेकिन लेखाकार तटस्थ होना चाहिए लेखाकार को निष्पक्ष दृष्टिकोण रखने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई भी नुकसान की थोड़ी सी संभावना को भी पहचानना चाहिए और रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जबकि मुनाफा या लाभ जो भी हम दर्ज कर रहे हैं उनकी सौ प्रतिशत निश्चितता होनी चाहिए कोई भी संभव अनिश्चित लाभ की हों उसको बाहर रखा जाना चाहिए और तीसरा एक वैकल्पिक मूल्यों का वफादार प्रतिनिधित्व है तो जब एकाउंटेंट बैलेंस शीट में एक आइटम रिकॉर्ड करना या दिखाना चाहता हो तो सबसे पहले सभी संभव मूल्यों को ईमानदारी से पहचानें और फिर संपत्ति की रिकॉर्डिंग करते समय कम मूल्य लेना चाहिये जब वह बैलेन्स शीट की देयता पक्ष को संतुलित करने लगे तब हम सभी संभावित नुकसान के लिए प्रावधान और रिकॉर्ड बनाएंगे जब बैलेंस शीट में नुकसान का हिसाब लगाया जा रहा हों तब स्वचालित रूप से इसे लाभ और हानि विवरण में भी दर्ज किया जाएगा तो एक हद तक लाभ को समझा जाएगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अनिश्चित लाभ के कारण नहीं बताया गया है आपको समझ में आ रहा होंगा कि कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है और यह कई लेखांकन उपचारों के मूल में है स्क्रीन पर दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं पहला क्लोसिंग स्टॉक है मूल्य या बाजार मूल्य पर जो भी कम हो तो जब बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दिखा रहें हों तब उस में स्टॉक या इन्वेंट्री के एक विशेष आइटम की लागत होगी अगर यह बाजार मूल्य लागत से अधिक है जिसका संभावना है कि लागत 10000 है और बाजार मूल्य 12000 है ऐसे परिदृश्य में हम 2000 के असंगठित लाभ को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी तक आइटम नहीं बेचा है इसका बाजार मूल्य 12 है लेकिन इसकी लागत केवल 10 है इसलिए हम इसे 10 पर दिखाना जारी रखेंगे मान लीजिए कि लागत 10 है लेकिन बाजार मूल्य 9000 तक गिर जाता है तो 1000 के नुकसान की संभावना है हमने अभी तक 9000 में विशेष आइटम नहीं बेचा है लेकिन इसका बाजार मूल्य घटकर 9000 हो गया है ऐसे में स्टॉक की वस्तु हम 9000 पर रिकॉर्ड करेंगे इसलिए हम पहले से ही एक नुकसान दर्ज करेंगे जो होने की संभावना है कोई भी वस्तु की कीमत क्लोजिंग स्टॉक या बाजार मूल्य जो भी कम होउस पर मूल्यवान होनी चाहिए आज़ के सत्र के बाद हम इन्वेंट्री के मूल्यांकन के विवरण पर ध्यान देंगे लेकिन अभी इसे रूढ़िवाद के उदाहरण के रूप में रखें अब अगला विषय मूल्यह्रास के कारण हम संपत्ति की लागत लेते हैं हम संपत्ति के जीवन को देखते हैं और उसके जीवन पर उस लागत को फैलाएं तो हम बैलेंस शीट मेँ हर साल संपत्ति के मूल्य को कम करने पर जाएंगे औऱ हम तब तक इंतजार नहीं करेंगे जब तक संपत्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती मान लीजिए कि आप 10000 में मशीनरी खरीदते हैं इसका मूल्य 5 साल का है हम इसके मूल्य को खोने के लिए 5 साल तक इंतजार न करें हर साल इस 10000 रुपये का प्रसार किया जाएगा 5 साल की अवधि में तो मूल्य 10000 है जो जीवन अनुमानित है वह 5 वर्ष है हम प्रत्येक वर्ष 10000 को 5 से वितरित करेंगे और हर साल 2000 मूल्यह्रास का प्रावधान करेंगे तो रूढ़िवाद की अवधारणा का उपयोग करते हैं मुझको लगता है कि आप में से कुछ सही अनुमान लगा रहे हैं मान लीजिए कि हम एक क्रेडिट बिक्री करते हैं औऱ ग्राहक से राशि एकत्र की जानी बाकी है इसलिए हम इसे बैलेंस शीट में ऋणी के रूप में दिखाते हैं अब संभावना है कि हमारे कुछ ग्राहक समय पर अपना बकाया भुगतान नहीं करते हैं और अंततः वे बिलकुल भी भुगतान नहीं करते हैं लिहाजा इसके लिए एक प्रावधान बनाने की जरूरत होगी यह आमतौर पर RDD के रूप में जाना जाता है या संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व तो अगर देनदार क़े भुगतान नहीं करने की संभावना हैतो हम तुरंत एक प्रावधान बना देगा इसके और उदाहरण हो सकते हैं लेकिन अभी हमें आगे चलते हैं अब हम मूल्यह्रास के बारे में चर्चा करेंगे अब मूल्यह्रास विशेष रूप से अचल संपत्तियों के लिए है जो व्यापार में उपयोग किए जाते हैं उत्पादन या सेवाओं की आपूर्ति के लिए आम तौर पर उपयोग होनें क़े कारण वे मूल्य खो देत विशेष रूप से संपत्ति भले ही आप परिसंपत्ति का उपयोग नहीं करतें केवल समय बीतने के साथ परिसंपत्ति का मूल्य धीरे धीरे कम हो जाता है अब संपत्ति के मूल्य का वह हिस्सा जो धीरे धीरे इसके मूल्य को कम करता है यह आवश्यक है कि मूल्य की हानि के कारण यह लाभ और हानि खाते पर लगाया जाए क्योंकि हम उस संपत्ति के उपयोग से राजस्व उत्पन्न कर रहे हैं तो वर्तमान राजस्व के खिलाफअचल संपत्ति के मूल्य के नुकसान के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है अब लागत का वह हिस्सा जो मौजूदा अवधि के लिए मूल्य का नुकसान है मूल्यह्रास कहा जाता है उस विशेष अवधि के लिए इसका मतलब है यह अचल संपत्ति के मूल्य में कमी है या उस विशेष संपत्ति की उपयोगिता मे विभिन्न कारणों से कमी है यह समय बीतने के कारण हो सकता है यह प्राकृतिक कारण हो सकता है यह अप्रचलन के कारण हो सकता है या इसके कारण हो सकता है विषय की थकावट लेकिन मूल्य में एक क्रमिक और निरंतर गिरावट हम मूल्यह्रास के प्रमुख कारणों पर चर्चा की है पहले वाला है समय की चूक अब यदि आप एक नई कार खरीदते हैं औऱ इसका उपयोग न करें मान लीजिए कि आप 15 लाख में एक वाहन खरीदते हैं तो इसे 2 साल तक उपयोग न करें 2 साल बाद क्या इसका मूल्य 15 लाख होगा जवाब नहीं है क्योंकि सिर्फ समय की कमी से भले ही आप इसका उपयोग नहीं करते इसलिए यह पुराना वाहन बन गया है यह अपना मूल्य खो देता है तो एक महत्वपूर्ण कारण जो उपयोग के बावजूद है वो समय की कमी है दूसरा है वीर औऱ तैर है क्योंकि नई तकनीकें आ रही हैं यही कारण है कि पुरानी संपत्ति जल्द ही पुरानी हो जाएगी आज के युग में मूल्यह्रास के कारण खो जाता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे मोबाइल फोन हैं मुझे पता है कि हर कोई 6 महीने या 1 साल के भीतर मोबाइल फोन बदलना चाहता है पुराना फोन अभी भी अनुपयोगी नहीं हो सकता है लेकिन नया फोन उपयोगिताओं मे ज्यादा बेहतर हो सकता है यही कारण है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की बेहतर उपलब्धता के साथ उन परिसंपत्तियों को तेजी से बदलें जो मुख्य रूप से अप्रचलन के कारण हैं यदि आप निरीक्षण ध्यान से निरीक्षण करते हैं तो हमारे मोबाइल पर या कंप्यूटर पर कई ऐप है उन्हें डिलीट करने की या लगातार अपडेट करने की जरूरत है क्योंकि पुराने संस्करण अब नहीं हैं अच्छा और नए संस्करण उपलब्ध हैं जो अप्रचलन के कारण भी हैं चौथा कारण थकावट है विषय वस्तु की थकावट क्या आप सोच सकते हैं यह किस संपत्ति से संबंधित हैं अधिकांश संपत्ति जो हम सामान्य रूप से रखते हैं जैसे मोबाइल फोन कंप्यूटर मशीनरी या फर्नीचर का उपयोग करते वे पहले तीन कारण के अधीन हैं लेकिन थकावट के लिए ज्यादा नहीं तो वे कौन सी संपत्तियाँ हैं जौ थकावट के अधीन हैं ज़ी हां यह एक खदान की तरह संपत्ति है खदान से जब हम एक विशेष खनिज निकालतें हैंखदान का मूल्य समय या अप्रचलन से नहीं गिरती है उस खदान का मूल्य नीचे जाता है उस खनिज भंडार के नीचे जानें के कारण तो खानों या तेल के कुओं की तरह की संपत्ति के मूल्यह्रास का उद्देश्य हैं अब हम सही मुनाफा जानने के लिए राजस्व पैदा कर रहे हैं उस अवधि में लागत का हमें भी हिसाब ऱखना चाहिए हमने पी और एल खाते में देखा है कि मिलान अवधारणा एक पी और एल की महत्वपूर्ण अवधारणा हैं इसलिए यह आवश्यक है कि यद्यपि हम नकदी में मूल्यह्रास का प्रावधान करना आवश्यक है यह अचल संपत्तियों का सही और उचित मूल्य पेश करने के लिए समान रूप से सही है अगर मोबाइल फोन का उदाहरण लेते है यदि 20000 में मोबाइल फोन खरीदा गया है उसका 2 साल का जीवन है इसका मतलब है1 वर्ष के अंत में इसका मूल्य है 20000 से 10000 तक नीचे होग़ा यदि बैलेंस शीट में हम 20000 दिखाते हैं तो यह एक गलत प्रतिनिधित्व होगा इसलिए हमें एक प्रावधान बनाने की आवश्यकता है मैं यहां मान रहा हूं 20000 मूल्य है जो हर साल 10000 डेप्रेसटे होता है पहला वर्ष 10000 दूसरे वर्ष 10000 तो हम पहेले वर्ष में 10000 के लिए एक प्रावधान करेंगे इसलिए मूल्य 20000 से 10000 कम होग़ा जो एक सही और उचित मूल्य होगा अब तीसरा प्रतिस्थापन के लिए धन जमा करना है तो मान लीजिए 2 साल बाद हम 20000 का एक और मोबाइल खरीदना चाहते हैं हमें उस पैसे को अलग करना होगा क्योंकि अगर हम 2 साल तक कुछ नहीं करते हैं तो 2 साल बाद अचानक हमें इसका एहसास होगा कि पुराना फोन अब प्रयोग करने योग्य नहीं है इसलिए हम हर साल 10000 10000रुपये एक तरफ रखते है कि 2 साल के अंत में हमें पर्याप्त पैसा मिल जाएं पहले संपत्ति की प्रतिस्थापन के लिये अब आप कैसे गणना करते हैं सटीक राशि की गणना करना बहुत मुश्किल है लेकिन हम एक अनुमान लगाते हैं तभी हम निकटतम संभव राशि प्राप्त करते हैं इस आकलन के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या हैं पहला एक निश्चित रूप से परिसंपत्ति की लागत है ध्यान रखें कि लागत में स्थापना जैसे खर्च शामिल होने चाहिए इसलिए यदि आपने एक मशीनरी खरीदी है तो उसे स्थापना की कुछ आवश्यकता होगी स्थापना लागत को भी परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाना चाहिए ताकी संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया जायें मान लीजिए कि 4 साल के लिए एक मशीन का उपयोग उतपादन और कुश्लता से करने की संभावना है तब इसका कुल जीवन 5 वर्ष हो सकता है लेकिन 5 वें वर्ष में दुर्घटनाओं या अधिक मरम्मत से सामना करना पड़ता है इसलिए हम इसे 5 वें वर्ष में उपयोग नहीं करना चाहते हैं हम 4 साल के लिए सबसे अधिक लाभदायक तरीके से इसका उपयोग करना चाहते हैं इस स्थिति में उपयोगी जीवन 4 माना जा सकता है जबकी कुल जीवन 5 है अब हम निर्माताओं द्वारा प्रदान किए गए अनुमानों को देखते हैं और हमारे अपने अनुभव से भी किसी विशेष वस्तु के उपयोगी जीवन की गणना करते हैं तीसरा उपयोगी जीवन का समय एक स्क्रैप मूल्य है तो मान लें कि हम केवल 4 साल के लिए मशीन का उपयोग करने जा रहे हैं पर चौथे वर्ष के अंत में हम इसे दूसरे हाथ की संपत्ति के रूप में किसी और को बेच सकते हैं य इसे स्कार्प करें और यह आपको कुछ स्क्रैप मूल्य देगा तो जो भी मूल्य है उस उपयोगी जीवन के अंत में एक बिक्री योग्य मूल्य है जोकि माना जाता है तो ये तीन कारक पहले अनुमान लगाए जातें हैं और उसी के आधार पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है अब मूल्यह्रास प्रदान करने के लिए विभिन्न विधियाँ हैं चार विधियाँ विशेष रूप से लोकप्रिय हैं पहला एक सीधी रेखा विधि है अगला हैं RBM मशीन घंटे और उत्पादन इकाइयों का संतुलन कम करना अब हम एक एक करके उन पर चर्चा करते हैं सीधी रेखा विधि बहुत सरल है हम उपयोगी जीवन का अनुमान लगाते हैं और संपूर्ण मूल्यह्रास उपयोगी जीवन पर फैलते हैं तो मान लीजिए कि एक विशेष मशीन 10000 मे खरीदी गई है इसका कुल जीवन 5 वर्ष है लेकिन उपयोगी जीवन 4 वर्ष है तो 4 भाजक हो जाएगा औऱ 10000 एक लागत है मान लें इसकी स्क्रैप वैल्यू 2000 की है 10 में से 2 मैनस करे इसका मतलब है 8000 एक मूल्यह्रास 2000 होगा अब यह सभी 4 वर्षों के लिए स्थिर है इसीलिए इसे सीधी रेखा पद्धति कहा जाता है अब यह एक सूत्र है परिसंपत्ति प्राप्त करते हैं जो पूरे जीवन समय तय रहता है यहाँ एक बहुत सरल उदाहरण है आप सभी इसे मौखिक रूप से गणना कर सकते हैं मशीनरी की लागत 18000 है स्थापना शुल्क 2000 है उपयोगी जीवन 5 वर्ष है हम मान लेंगे कि स्क्रैप मूल्य 0 है तो मूल्यह्रास कितना है 18 प्लस 2 कुल लागत 20 है ज़िस को 5 साल की अवधि में लिखा जाना है तो 20 को 5 से भाग करने पर प्रति वर्ष 4000 मूल्यह्रास है अब अगली विधि पर चलते हैं दूसरी विधि को संतुलन विधि कम करने के रूप की गणना करते हैं तो मूल्यह्रास की गणना इस रूप में की जाती है मूल्यह्रास डब्ल्यूडीवी मूल्यह्रास दर अब WDV क्या है लिखित मूल्य तो पहला वर्ष में यदि आप हमारे पहले उदाहरण से जाते हैं तो हमारी मशीनरी की लागत 18000 थी मान लीजिए मूल्यह्रास 1800 होगा 1 वर्ष के लिए लेकिन 2 साल में हम 18000 पर 10 प्रतिशत शुल्क नहीं लेंगे हम पहले 18000 माइनस 1800 करेंगे इसका मतलब है मशीन का लागत मूल्य जैसा कि डब्लूडीवी अपने आप कम हो जाता है जो अब 16200 पर आ गया है अब हम 10 प्रतिशत चार्ज करते हैं इसलिए हमें वर्ष 2 मूल्यह्रास के रूप में 1620 मिलेगा इस विधि का मुख्य लाभ यह है कि मूल्यह्रास आइए हम एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं मशीनरी की लागत 50000 है स्क्रैप मूल्य है 5000 उपयोगी जीवन 10 वर्ष है और मूल्यह्रास दर की गणना 15 प्रतिशत है हम पहले 2 वर्षों के लिए मूल्यह्रास कहते है

मुझे आशा है कि आप पहले दो तरीके समझ चुके होंगे सीधी रेखा बस उनकी तुलना करें अगले सत्र में हम उनके बारे में और चर्चा करेंगे